इस सेक्शन में हम अपने पिछले व्याख्यान में जो चल रहा था उसी के साथ शुरुआत करेंगे हम गेट स्तर फंक्शनल ब्लॉक और RTL स्तर पर कम बिजली खपत की कुछ तकनीकों को देखेंगे तो हम अपने डिस्कशन जारी रखते हैं तो पहली विधि जिसमें हम ग्लिच को देखते हैं है ग्लिच के बारे में बात करते हुए देखें ग्लिच एक सर्किट में आपके हैज़ार्डस हैं गेट्स में डिले के कारण ये अवांछित सिग्नल ट्रांसिशन्स का उल्लेख करते सर्किट तत्व जो ऐसा हो सकता है वह यह है कि सर्किट का आउटपुट एक स्वच्छ ट्रांसिशन्स बनाने वाला है इसे हम 0 से 1 कहते हैं लेकिन इन असमान डिले के कारण सिग्नल या परिवर्तन आउटपुट तक पहुंचने में असमान समय लेते हैं इसलिए आउटपुट के व्यवस्थित होने से पहले क्षण भर में कुछ बदलाव हो सकते हैं इन्हें ग्लिच या हैज़ार्डस स्थैतिक हैज़ार्ड डायनामिक हैज़ार्ड कहा जाता है अब देखें कि क्या आपका सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस तरह के ग्लीचेस हैं इसका क्या मतलब है ग्लिच का अर्थ है कि आउटपुट नोड अनावश्यक रूप से कई बार बदल रहा है जिसका अर्थ है कि कपैसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अनावश्यक रूप से हो रही है जिसका अर्थ है कि कई बार अतिरिक्त बिजली की खपत होती है तो यदि आप ग्लिच से बच सकते हैं तो इस तरह की बिजली अपव्यय भी नीचे जाएगी तो यहां हम विशेष रूप से इस तरह की ग्लिचिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने एक ग्लिच कहा था जिसे कभी कभी हैज़ार्ड के रूप में भी जाना जाता है इनका तात्पर्य उन सुस्पष्ट ट्रांजिशंस से है जिनका अर्थ ट्रांजीशन है जो कि अनबैलेंसड पाथ डिले के कारण आउटपुट में होने की उम्मीद नहीं है हम कुछ उदाहरणों में दिखा रहे हैं इस वजह से अतिरिक्त ट्रांजिशंस अतिरिक्त चार्जिंग और डिस्चार्जिंग या लोड कैपेसिटर होगा तो इसका मतलब अतिरिक्त बिजली अपव्यय है इसलिए ऐसे डिजाइनों के लिए जहां पथ और विलंब संतुलित हैं जिसका अर्थ इनपुट से प्राथमिक इनपुट से आउटपुट तक है डिले सभी पथों के माध्यम से होती है लगभग इसी प्रकार के होते हैं इस प्रकार के ग्लिच या हैज़ार्डस की संभावना नहीं है केवल उन मामलों के लिए जहां सर्किट में कुछ प्रकार की असंतुलित प्रकृति है वहां आपके पास इस तरह की चीजें हो सकती हैं और बस ध्यान दें कि डायनामिक CMOS लॉजिक किसी भी ग्लिच का उत्पादन नहीं करता है क्योंकि यहां सर्किट जिस तरह से प्री चार्ज और कंप्यूट स्टेट काम करता है इस तरह का ग्लिच वहां नहीं होगा क्योंकि उत्पादन निश्चित रूप से एक स्तर तक ऊंचा हो जाता है फिर केवल गणना स्थिति के दौरान यह 0 पर जा सकता है इसलिए यह 0 पर फिर से उच्च पर नहीं जा सकता है फिर से निम्न तक संभव नहीं है तो यह ध्यान देने वाली बात है इसलिए डायनामिक CMOS सर्किट इस दृष्टिकोण से अच्छे हैं उनके पास 0 ग्लिचिंग पावर होगी एक उदाहरण लेते हैं यह एक बहुत ही सरल सर्किट है 2 स्तर का सर्किट होता है जिसमें 2 NAND गेट होते हैं मान लें कि इनपुट्स 0 से 1 तक सभी को बदल रहे हैं इसलिए हम मानते हैं कि गेट्स में थोड़ी डिले है तो D वे 0 से 1 बदल रहे हैं इसलिए D 1 से 0 तक बदल जाएगा इसलिए छोटी डिले के बाद D 1 से 0 बदल रहा है आउटपुट E पर देखें इसलिए जब D बदल रहा है तो यह C है पहले से ही उच्च तो एक अवधि है जहां दोनों इनपुट हाई हैं और एक अवधि है जहां एक उच्च है अन्य लो है तो इस वजह से एक अस्थायी अवधि होगी जहां आउटपुट 1 पर फिर से सेट होने से पहले 0 पर जाएगा इसलिए यह एक ग्लिच है जिसे स्थिर हैज़ार्ड भी कहा जाता है इसका मतलब है कि आउटपुट 1 पर बना रहना चाहिए था लेकिन डिले के असंतुलन के कारण यह अस्थायी रूप से नीचे जा रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है जिसका अर्थ है एक डिशचार्जिंग और एक चार्जिंग इसलिए अंगूठे का एक नियम लें दूसरे स्तर के साथ एक और सर्किट लें तो यहाँ भी वही होगा इसलिए यदि आप A B C D की सभी परिवर्तन अवस्थाओं को एक साथ करते हैं तो ग्लीचेस हो रहे होंगे लेकिन यह वही कार्य है जिसे आप इस तरह से भी लागू कर सकते हैं यहां सभी इनपुट से आउटपुट तक डिले सभी संतुलित हैं वे सभी 2 गेट डिले के बराबर हैं लेकिन पहले के मामले में क्या हो रहा था आप बस यह समझने की कोशिश करें कि सिग्नल में से एक तेजी से आ रहा था दूसरा सिग्नल धीमा आ रहा था क्योंकि यह धीमी गति से आ रहा था और यह तेजी से आ रहा था उस ओवरलैप के कारण यह ग्लिच हो रहा था लेकिन यहां अगर आप इसे संतुलित कर सकते हैं तो उस तरह का मेरा मतलब है कि असमान डिले पाथ्स नहीं होंगे इसलिए अंगूठे का नियम है यदि आपके पास एक श्रृंखला प्रकार की संरचना है और कैस्केड में कई गेट हैं जहां कुछ गेट सीधे जुड़ रहे हैं तो यह ग्लीचेस के संबंध में एक अच्छी संरचना नहीं है यहाँ कई ऐसे ग्लीचेस होने के लिए बाध्य है लेकिन यदि आप एक ही सर्किट को एक बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर के रूप में कार्यान्वित करते हैं तो यह कम ग्लीचेस होंगे इसलिए यहां तक कि एक औपचारिक ग्लीच एनालिसिस के बिना आप इस टोपोलॉजी संरचना के संदर्भ में इस सर्किट का विश्लेषण कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि अगर हम इसे इस तरह से संरचना कर सकते हैं जहां यह एक बैलेंस ट्री की तरह है तो ग्लीचेस संख्या में कम होंगे आगे हम एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा को देखते हैं इसे प्री कंप्यूटेशन कहा जाता है मैं आपको इस दृष्टिकोण के पीछे प्रेरणा बताता हूं मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्यात्मक ब्लॉक है हम बाद में एक उदाहरण लेंगे एक कार्यात्मक ब्लॉक इनपुट आ रहे हैं ब्लॉक कुछ गणना कर रहा है और आउटपुट उत्पन्न कर रहा है अब कार्यात्मक ब्लॉक के प्रकार के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कुल समय असमान हो सकता है उदाहरण की तरह कि मैं एक वोल्टेज या 2 इनपुट पर विचार करूंगा सर्किट एक मेग्नीट्यूड कॉम्परेटर है यह आने वाले 2 नंबरों के मेग्नीट्यूड की तुलना करता है आप उन्हें बाइनरी नंबर मानते हैं और आउटपुट 0 1 होगा जो किसी चीज़ की तुलना में कम या अधिक होने का संकेत देता है या शायद एक और एक चाहे वे समान हों अब मान लें कि मैं 2 नंबरों के सबसे महत्वपूर्ण बिट्स की तुलना करता हूं तो उनमें से एक 1 है अन्य 0 है इसलिए यदि उनमें से एक 1 को अनसेनेड माना जा रहा है तो निश्चित रूप से वह संख्या अन्य की तुलना में अधिक होगी तो क्या मुझे शेष n माइनस 1 संख्याओं को देखना होगा यदि वे n संख्याएँ हैं केवल एक संख्या को देखकर नहीं एक बिट मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह संख्या अन्य की तुलना में अधिक है इसलिए अगर मैं उस निर्णय को जल्दी ले सकता हूं तो मैं शेष कंप्यूटेशन को डिसएबल कर सकता हूं यह वह है जो प्री कंप्यूटेशन के बारे में है कुछ सामान्य मामले हैं सलिए मैं यह मान रहा हूं कि यह एक सामान्य मामला है यदि कुछ विशेष सर्किटों का उपयोग करके कुछ सामान्य मामलों का जल्द पता लगाया जा सकता है तो उस सर्किट का आउटपुट मुख्य कार्यात्मक ब्लॉक को गणना में भाग लेने से डिसएबल कर सकता है यदि वह शर्त रखता है जिसका अर्थ है इसकी आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक ट्रांजिशन डिसएबल हो जाते हैं विचार यह है तो हम देखते हैं तो यहाँ हम कुछ पथों को डिसएबल करने या अन सेलेक्ट करने के लिए कुछ प्री कंप्यूटेशन लॉजिक कार्य करते हैं जो बिजली अपव्यय को कम करने में मदद कर सकते हैं इसलिए एक विशिष्ट उपयोग हम एक कॉम्परेटर का उदाहरण लेकर करेंगे विशिष्ट उपयोग इस तरह से होता है इसलिए मेरे पास एक कांबिनेशनल ब्लॉक है जिसके इनपुट एक रजिस्टर से आ रहे हैं इसलिए मैं कुछ विशिष्ट इनपुट पैटर्न की तलाश कर सकता हूं जैसा मैंने कहा था और यदि कुछ पैटर्न पाए जाते हैं तो हम इन रजिस्टरों लोडिंग को डिसेबल कर सकते हैं ताकि नए मान लोड न हों जिससे कॉम्बिनेशन लॉजिक में बदलाव से बचा जा सकेगा इसलिए यहां हम एक कॉम्परेटर का उदाहरण दिखाते हैं जैसा मैंने कहा था यह पहले सामान्य ब्लॉक आरेख है हम कहते हैं कि यह मेरा मूल सर्किट था एक कांबिनेशनल लॉजिक है यह एक इनपुट रजिस्टर है यह एक आउटपुट रजिस्टर है इसलिए आमतौर पर जब चीजें एक पाइपलाइन में लागू होती हैं तो हमारे पास ऐसे सर्किट होते हैं जो इस तरह दिखते हैं जहाँ एक क्लॉक सिगनल है जो इस रजिस्टर R1 को लोड करता है डेटा वैल्यू यहां आ जाएगी परिणाम गणना की जाएगी और एक और क्लॉक आएगी जो इस आउटपुट में परिणाम लोड करेगी अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ कुछ अतिरिक्त लॉजिक जोड़ रहे हैं हम कुछ विशिष्ट इनपुट पैटर्न की तलाश कर रहे हैं यह हमारे प्री कंप्यूटेशनल लॉजिक है इसलिए यदि कुछ विशिष्ट पैटर्न हैं तो हम रजिस्टर की लोडिंग को डिसएबल कर सकते हैं अन्यथा हम इसे हमेशा की तरह लोड करेंगे तो यह एक क्लॉक गेटिंग की तरह होगा जहां आम तौर पर क्लॉक्स आती होंगी लेकिन अगर कुछ विशिष्ट पैटर्न हैं तो हमें इस अतिरिक्त गणना की आवश्यकता नहीं है जिसका मतलब है कि अगर मैं इस रजिस्टर को लोड नहीं करता हूं तो आउटपुट कोई ट्रांजिशन नहीं करेगा जिसका अर्थ है कि कॉम्बिनेशन सर्किट के भीतर भी कोई बदलाव नहीं होगा इसलिए मैं यहां डायनामिक बिजली की खपत से बच रहा हूं तो कॉम्परेटर का उदाहरण इस प्रकार है तो मेरे पास 2 नंबर A और B 0 से n माइनस 1 तक n बिट्स हैं इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह है मैं इसे लेता हूं इसलिए इन नंबरों को सभी रेसिस्टर्स में फीड किया जा रहा है इसलिए मैं यह मान रहा हूं कि An माइनस 1 और Bn माइनस 1 को एक अलग रजिस्टर में फीड किया जा रहा है शेष n माइनस 1 A बिट यहाँ फीड किया जा रहा है शेष n माइनस 1 B का बिट यहाँ फीड किया जा रहा है इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम सबसे महत्वपूर्ण बिट्स की तुलना करते हैं तो आप कैसे तुलना करते हैं हमने एक एक्सक्लूसिव NOR गेट लगाया है तो एक्सक्लूसिव NOR का क्या अर्थ है आप देखते हैं कि ये बिट्स 0 0 या 1 1 हैं 0 0 या 1 1 का मतलब XNOR गेट का आउटपुट 1 होगा केवल उस स्थिति के लिए हमें शेष n माइनस 1 बिट देखना होगा कि कौन सा है बड़ा है लेकिन अगर हम पाते हैं कि दोनों समान नहीं हैं तो या 1 0 या 0 1 जिसका अर्थ है कि आउटपुट 0 है तब हमारे पास एक विशेष 1 बिट कॉम्परेटर हो सकता है बस इन 2 बिट्स की तुलना करें और उस परिणाम को सीधे आउटपुट में भेजा जा सकता है इस n माइनस 1 को शामिल किए बिना बिट कॉम्परेटर केवल अगर यह बिट बराबर है तो केवल तब ही आप इसे सक्रिय करते हैं इसलिए जब यह बिट बराबर नहीं होता है तो हम इन 2 रेसिस्टर्स R2 और R3 में कोई नया मान लोड नहीं कर रहे हैं जिससे हम कॉम्बिनेशन सर्किट के इस हिस्से में होने वाले किसी भी प्रकार के ट्रांजीशन को रोक रहे हैं इसलिए हम बिजली की खपत को काफी कम कर सकते हैं यह वही है जो मैंने कहा था कि अगर 2 सबसे महत्वपूर्ण बिट्स अलग हैं तो अन्य बिट्स को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए किसी भी प्रकार के सर्किट के लिए जहां इस तरह की स्थिति निर्धारित की जा सकती है आप इस प्री कंडीशन लॉजिक या प्री कंप्यूटेशन लॉजिक का उपयोग चुनिंदा रूप से डिसएबल करने के लिए कर सकते हैं क्लॉक गेटिंग पहले से ही आपको पता है कि हमने पहले भी उल्लेख किया है कि हम कभी कभी क्लॉक को कुछ फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टरों तक पहुंचने से रोकते हैं ताकि अनावश्यक ट्रांजीशन से बचा जा सके इसलिए जैसा कि मैंने यह भी कहा था कि परीक्षण क्षमता के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा नहीं है और रेस कंडीशन भी हो सकती है लेकिन कम बिजली डिजाइन के दृष्टिकोण से यह काफी प्रभावी है मुख्य रूप से क्योंकि एक विशिष्ट चिप में क्लॉक नेटवर्क बिजली अपव्यय का एक प्रमुख स्रोत है क्योंकि क्लॉक नेटवर्क का प्रत्येक नोड प्रत्येक चक्र में प्रत्येक क्लॉक अवधि में 2 ट्रांजीशन करता है तो वह नेटवर्क है जहां हर नोड में अल्फा गतिविधि के उच्चतम मूल्य हैं इसलिए यदि हम इनमें से कुछ क्लॉक सिगनल्स को डिसएबल कर सकते हैं तो सिग्नल गतिविधि को कम किया जा सकता है इसलिए क्लॉक नेटवर्क को लक्षित करना इस अर्थ में बहुत उचित है क्योंकि वे नोड्स हैं जहां अधिकतम गतिविधि हो रही है इसलिए अगर हम क्लॉक नेटवर्क के उस हिस्से को निष्क्रिय कर सकते हैं जो वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है तो हम सिग्नल ट्रांजीशन को प्रभावी रूप से काफी कम कर रहे हैं तो हम यहाँ एक सरल बाइनरी काउंटर देखते हैं यह बाइनरी रिपल काउंटर है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को फीड कर रहा है या यह एक शिफ्ट रजिस्टर की तरह है काउंटर की तरह नहीं है यह शिफ्ट रजिस्टर है आउटपुट अगले को फीड कर रहा है अब इस तरह का शिफ्ट रजिस्टर मुश्किल है या इस तरह की संरचना फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट को फीड किया जाता है इसकी अनुमति टेस्टेबिलिटी कंसीडरेशन टेस्ट के लिए डिजाइन से नहीं है क्योंकि DFT के लिए जब आप फ्लिप फ्लॉप को एक स्कैन श्रृंखला में रखना चाहते हैं तो आपको उन सभी को फीड किए जाने वाले क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है इसलिए यदि आपके पास इस तरह की सर्किट संरचना है तो यह DFT के दृष्टिकोण से बहुत सुविधाजनक नहीं है तो आप क्या करते हैं आप कुछ कंट्रोल पिन और कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ते हैं ताकि यह कुछ इस तरह दिखाई दे आप क्या करते हो आप यहां कुछ अतिरिक्त मल्टीप्लेक्सर्स जोड़ते हैं और आप सभी इनपुटों को फ़ीड करते हैं ताकि टेस्ट मोड के दौरान आप सभी इनपुट को फीड करने के लिए क्लॉक बना सकें और यह D इनपुट कहीं से आ रहे हैं तो D मैं नहीं दिखा रहा हूं और यह T अतिरिक्त अतिरिक्त कंट्रोल पिन होगा इसका उपयोग मल्टीप्लेक्स को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए जब आवश्यक हो आप क्लॉक को इनेबल कर सकते हैं इसलिए जब आवश्यक हो आप ब्लॉक को डिसएबल कर सकते हैं तो ये कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं हैं यदि इस तरह की संरचना एक डिजाइन में दिखाई देती है तब ही केवल आप इसका उपयोग कर सकते हैं यह एक दिलचस्प संरचना है यहाँ की तरह 2 लाइनें वैसे भी गायब हैं कुछ लाइनें दिखाई नहीं दे रही हैं यह देखो यह क्लॉक यहां फीड की जा रही है यह डी यहां फीड किया जा रहा है यहाँ देखें मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं इस चित्र पर फिर से आ रहा हूँ तो इसलिए कि सर्किट इस तरह है मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है इसलिए बाहरी इनपुट D से यहां आ रहा है यह मेरा आउटपुट है तो मैं क्या करूं मैं यहां XOR गेट और कुछ अतिरिक्त सर्किट जोड़ता हूं फिर एक AND गेट AND गेट का आउटपुट क्लॉक सिग्नल को फीड कर रहा है अब यह क्लॉक सिग्नल यहाँ फीड कर रहा है और इस XOR गेट में एक इनपुट को D से दूसरे इनपुट को Q से फीड किया गया है तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ यह एक फ्लिप फ्लॉप है जिसे मैं कम पावर वाला फ्लिप फ्लॉप कहता हूं आइए हम इस नाम को सही ठहराने की कोशिश करें क्यों लो पावर एक फ्लिप फ्लॉप में सामान्य रूप से देखें कि क्या होता है देखिये मैं बस एक सामान्य फ्लिप फ्लॉप की तरफ से दिखा रहा हूँ एक सामान्य फ्लिप फ्लॉप में D इनपुट होगा यह एक Q आउटपुट होगा और यह एक क्लॉक होगी कार्यात्मक रूप से ये 2 बराबर हैं लेकिन यह संरचना लो पावर की खपत करती है आइए हम समझते हैं इस सर्किट में आप देखते हैं कि क्लॉक एक पीरियाडिक सिगनल है यह लगातार आ रही है इसलिए जब भी कोई क्लॉक होती है मान लें कि यह फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के सकारात्मक एज से सक्रिय होता है इसलिए जब भी हर पॉजिटिव एज पर क्लॉक हो तो जो कुछ भी मैंने D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर लागू किया है जो संग्रहीत हो जाता है तो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर बहुत सारे गेट्स हैं कुछ गेट्स में कुछ ट्रांजिशन होंगे क्योंकि यह क्लॉक बदल रही है इसलिए अंदर कुछ बिजली की खपत होगी लेकिन यहां मैं एक अवलोकन कर रहा हूं अवलोकन इस प्रकार है हम कहते हैं कि मेरा लागू D वैल्यू 1 है और मेरा करंट आउटपुट वैल्यू 0 है करंट आउटपुट वैल्यू भी 0 है या मेरा इनपुट 1 है करंट संग्रहीत वैल्यू आउटपुट वैल्यू भी 1 है इसलिए इस शर्त के तहत अगर मैं इसे स्टोर करता हूं तो भी आउटपुट वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि यह 0 था यह पहले से ही 0 था इसलिए 0 को फिर से संग्रहीत किया जाएगा तो अगर यह 1 है तो मैंने फिर से 1 आवेदन किया है तो यह फिर से उसी मूल्य को संग्रहीत करेगा इसलिए यहां मैंने केवल वह बदलाव किया है जो यह जांचता है कि लागू इनपुट और करंट आउटपुट समान हैं या नहीं यदि वे समान हैं तो मैं क्लॉक को डिसएबल कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्लॉक को लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगली स्थिति भी समान होगी तो आप देखते हैं कि हमने यहां क्या किया है D और यह Q हम एक XOR गेट को फीड कर रहे हैं इसलिए जब भी वे 0 0 या 1 1 होते हैं तो केवल आउटपुट 1 होगा क्षमा करें 0 0 1 1 आउटपुट होगा 0 और क्लॉक डिसएबल हो जाएगी लेकिन जब वे अलग होते हैं 0 1 या 1 0 तो केवल आप को इसे स्टोर करने की आवश्यकता है तब आउटपुट 1 होगा यह एंड गेट क्लॉक को इनेबल करेगा और क्लॉक आ जाएगी तो यहां क्लॉक केवल उन उदाहरणों के लिए फ्लिप फ्लॉप पर आ जाएगी जहां लागू D वैल्यू और आउटपुट Q संग्रहीत क्लॉक अलग हैं बेशक ओवरहेड 2 अतिरिक्त गेट हैं एक XOR और एक AND गेट की आवश्यकता है तो यह तथाकथित लो पावर वाला फ्लिप फ्लॉप है जिसे आप फ्लिप फ्लॉप के अंदर सिग्नल गतिविधि को कम करने के लिए एक डिज़ाइन में उपयोग कर सकते हैं संदर्भ स्लाइड देखें 2233 इसके बाद इनपुट गेटिंग तकनीक आती है यह भी काफी सरल और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहां हम कुछ इनपुट्स को फिर से डिसएबल करते हैं इसका मतलब है हम उन्हें बदलने से रोकते हैं इसलिए हम उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेंगे जैसा कि आप कभी कभी देखते हैं कि यह डेटा पैक में होता है किसी विशेष सर्किट में आपके पास बहुत सारे कार्यात्मक ब्लॉक होते हैं कुछ में से कुछ के संचालन की आवश्यकता हो सकती है कुछ में कुछ मामलों में और कुछ मामलों में हमें आवश्यकता नहीं हो सकती है एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मेरे पास कुछ कार्यात्मक ब्लॉक हैं तो हम F1 कहते हैं मेरे पास एक और ब्लॉक F2 है मेरे पास कुछ अन्य ब्लॉक F3 हैं हम कहते हैं कि एक एडर है एक सब्सट्रैक्टर है एक मल्टीप्लायर है और मेरे पास 2 इनपुट हैं जो A और B आ रहे हैं यह इन सभी 3 ब्लॉकों को फीड कर रहा है B को सभी 3 ब्लॉकों को भी फीड कर रहा है आउटपुट साइट पर आप क्या करते हैं हम एक मल्टीप्लैक्सर का उपयोग करते हैं जो इन कार्यात्मक ब्लॉकों के आउटपुट को ले जाएगा और कुछ सेलेक्ट लाइनों के आधार पर आउटपुट में उनमें से एक का चयन किया जाएगा तो सेलेक्ट लाइन यह सिग्नल देगी कि मुझे इसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है या नहीं तो उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाएगा लेकिन आप इस डिजाइन में देखते हैं कि बिजली की खपत के संबंध में एक समस्या है मान लीजिए मुझे इसके एडिशन addition करने की आवश्यकता है इसका मतलब है मैं F1 ब्लॉक चलाना चाहता हूं इसलिए मैं A और B कुछ इनपुट लागू करता हूं यह F1 गणना करता है परिणाम यहां उपलब्ध है इसलिए मैं सेलेक्ट लाइन लागू करता हूं यह परिणाम सामने आता है लेकिन इस सर्किट में क्या होगा क्योंकि A और B इस F2 को बदल रहे हैं और F3 भी गणना में भाग ले रहे हैं अंदर भी सिग्नल चेंज हो रहे हैं वे आउटपुट में कुछ परिणाम की गणना भी करेंगे लेकिन हालाँकि मल्टीप्लेक्सर उनका चयन नहीं करेगा मल्टीप्लेक्सर उनमें से केवल एक का चयन करेगा तो विचार यह है इसलिए यदि मैं चुनिंदा से जानता हूं कि मैं F1 का चयन करने जा रहा हूं तो F2 और F3 के इनपुट को किसी तरह से डिसएबल क्यों न करें तो वह सिग्नल यहाँ और यहाँ ट्रांजीशन नहीं होता है यह इस विधि के पीछे मूल सिद्धांत है तो यहाँ हम एडर और सबट्रैक्टर का उदाहरण लेते हैं कहें कि हमारे पास एक एडर एडर है हमारे पास एक सबट्रैक्टर है उसी तरह का उदाहरण जो मैंने लिया था इसलिए इनपुट में मैं मान रहा हूं कि जो 2 इनपुट A और B आ रहे हैं वे 2 रजिस्टरों में संग्रहीत हैं और उन्हें लोड करने के लिए क्लॉक का उपयोग किया जाता है और आउटपुट के साथ मेरे पास एक मल्टीप्लेक्सर है जिसे चुना जाता है कि मैं इसके एडिशन या सबट्रैक्टर करना चाहता हूं जिसका आउटपुट फिर से दूसरे रजिस्टर में जा रहा है अब यहाँ हम कुछ प्रकार के गेट का उपयोग कर रहे हैं यह बफ़र हो सकता है यह ट्राई स्टेट बफ़र हो सकता है जो भी हो लेकिन विचार यह है कि जब भी मैं एडिशन करना चाहता हूं मैं इन बफ़र्स को इनेबल करूंगा मैं इसे डिसएबल करूंगा इन्हें डिसएबल करूंगा इसका मतलब है कि यहाँ कोई सिग्नल ट्रांज़िशन नहीं होगा जिसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ट्रांज़िशन नहीं होगा इसलिए वैसे भी मैं अंकों का चयन करता रहूंगा ताकि इस एडर के आउटपुट का चयन हो जाए इसलिए कोई समस्या नहीं है इसलिए मैं मान रहा हूं कि यह F1 कंट्रोल सिगनल सब्ट्रैक्शन का चयन करता है और F2 एडिशन का चयन करता है इसलिए हम अनावश्यक रूप से दूसरे ब्लॉक के इनपुट को टॉगल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह बेकार ट्रांजीशन होगा मान लीजिए जब मुझे एडिशन करने की आवश्यकता होती है तो मैं सब्ट्रैक्शन का उपयोग नहीं करूंगा तो क्यों अनावश्यक रूप से इस सिग्नल को टॉगल करें और इसे अतिरिक्त बिजली का उपभोग करें यह मूल विचार है इसलिए और एक अंतिम तकनीक की हम यहां चर्चा करते हैं यह विविध तकनीक बहुत विशिष्ट है यह एक रिड्यूस पावर शिफ्ट रजिस्टर है अब एक शिफ्ट रजिस्टर सामान्य रूप से क्या है यह कैस्केड में जुड़े D फ्लिप फ्लॉप की एक श्रृंखला है हम एक तरफ से क्लॉक के साथ डेटा फ़ीड करते हैं वे शिफ्टेड हो जाते हैं हम दूसरी तरफ से डेटा लेते हैं हम कहते हैं कि मेरे पास एक n स्टेज शिफ्ट रजिस्टर है मैं फ्रीक्वेंसी f के साथ शिफ्ट रजिस्टर क्लॉक कर रहा हूं अब मैं अपना सर्किट बनाना चाहता हूं शिफ्ट रजिस्टर लो पॉवर इसलिए मैं जिस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा हूं वह कुछ इस तरह है मैं शिफ्ट रजिस्टर को 2 भागों में विभाजित कर रहा हूं देखिए यह कुछ ऐसा है मेरे मूल शिफ्ट रजिस्टर को इस चरण से मिलकर देखें स्टेज 1 2 3 4 5 को इस तरह 6 अब मैं उन्हें 2 शिफ्ट रजिस्टर में विभाजित करता हूं एक शिफ्ट रजिस्टर में विषम संख्या सेल्स के साथ और दूसरी शिफ्ट रजिस्टर में सम संख्या सेल्स पहले मामला को देखें मैं अपने इनपुट डेटा को एक छोर पर स्थानांतरित कर रहा था और वे एक एक करके उन सभी से गुजर रहे थे लेकिन अब मेरे पास 2 अलग अलग शिफ्ट रजिस्टर हैं आइए हम पहले वाले मामले में कहें कि मैं जो डेटा लगा रहा था वह D1 था फिर D2 फिर D3 फिर D4 इस तरह यहां मैं क्या करता हूं मैं यहां D1 लागू करता हूं फिर मैं यहां D2 लागू करता हूं फिर यहां D3 लागू करें फिर अल्टरनेटली रूप से यहां D4 लागू करें और मैं इस शिफ्ट रेजिस्टर्स को क्लॉक की आधी फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक करता हूं यहाँ हम कहते हैं कि फ़्रीक्वेंसी f थी यहाँ मैं f बाय 2 और f बाय 2 पर क्लॉकिंग कर रहा हूँ लेकिन फाइनल आउटपुट में अगर मैं एक मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करता हूँ तो मैं इस और इस से आउटपुट कोअल्टरनेटली रूप से ले सकता हूँ और मैं f फ्रिकवेंसी का आउटपुट जनरेट कर सकता हूं क्योंकि उनमें से प्रत्येक इस गति से आधी शिफ्ट हो रही है लेकिन कुल मिलाकर जो डेटा सामने आ रहा है वह इस दर से दोगुना होगा यह f होगा तो विचार इस तरह है मैं आरेख दिखा रहा हूं यहाँ मैंने जो कहा है कि हम इस सिद्धांत एक्सप्लोर कर रहे हैं बिजली अपव्यय फ्रिकवेंसी के सीधे आनुपातिक है हम फ्लिप फ्लॉप को 2 सबसेट में विभाजित करते हैं पहला हम पॉजिटिव एज से क्लॉक कर रहे हैं और दूसरा हम नेगेटिव एज से क्लॉक कर रहे हैं और हम क्लॉक की फ्रिकवेंसी को आधा कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हम इसके बाद 2 सबसेट D1 D2 D3 D4 के लिए अल्टरनेटिव इनपुट लागू कर रहे हैं तो स्कीमेटिक इस तरह दिखेगा ये 2 शिफ्ट रजिस्टर हैं ये क्लॉक्स आ रही हैं ये एजेस वैसे भी गायब हैं आप बस उन्हें अंदर डाल सकते हैं इसलिए यह क्लॉक आ रही है इसलिए मैं उन्हें आधी फ्रीक्वेंसी f बाय 2 से क्लॉक कर रहा हूं और यह अंतिम मल्टीप्लेक्सर जो बाहर जा रहा है वह यहां से डेटा ले रहा होगा और f की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट उत्पन्न करेगा तो यह एक बहुत ही सरल तकनीक है जिसका उपयोग आप शिफ्ट रजिस्टर की गति को इसी स्तर पर बनाए रखने के लिए कर सकते हैं लेकिन बिजली की खपत को काफी कम करने के लिए तो इस प्रकार की एडहॉक तकनीकें आप अपने डिजाइन के विभिन्न ब्लॉकों में लगा सकते हैं जिनमें से कुछ बेहद लोकप्रिय तरीकों का मैंने चर्चा की है और अन्य की हम बाद में चर्चा करेंगे तो आप बिजली की खपत को कम करने की कोशिश कर सकते हैं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए हम अपने अगले व्याख्यानों में बाद में कुछ और तकनीकों को जारी रखेंगे